हेलो स्टूडेंटस आज हम समाकलन तथा सदिश कलन का अपना पहला लेक्चर शुरू करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम पहले समाकलन से शुरुआत करेंगे फिर सदिश कलन की तरफ जाएंगे तो शुरुआत मे आपको केवल पाठ्यक्रम का अवलोकन प्रदान करने के लिए मैंने पहले ही प्रस्तावना वाले वीडियो में यह कर दिया हैं हम अंतराल विभाजन रीमान समाकलन के सिद्धांत तथा रीमान समाकलनिय फलनो के गुणों आदि से शुरुआत करेंगे तो आज हम अंतराल विभाजन से शुरू करते हुए रीमान समाकलनिय फलनो की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे आपने अपनी बारहवीं कक्षा में समाकलन पढ़ा होगा और आप से भी परिचित होंगे जिसे हम अनिश्चित समाकलन कहते है साथ ही आपने कुछ इस तरह का समाकल भी किया होगा यह मूलतः निश्चित समाकल हैं और हम यह जानते हैं की यदि हम ऐसे फलनो का समाकलन करते हैं तो यह फलन ज़्यादातर समय सुव्यवहारी फलन होते हैं तो आप उन फलनों का समाकलन या आप उनका अवकलन कर सकते हैं क्योकि वह एक तरह से बहुत सुव्यवहारी होते हैं हम प्रथम उदाहरण के तौर पर यदि का समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है जहां C एक स्वतंत्र अचर है आप देख सकते हैं कि समाकलन के परिणाम स्वरूप प्राप्त फलन सुपरिभाषित सतत तथा अवकलनिय फलन है तो यह हमेशा दाहिनी तरफ का अवकलन करने की दिशा में कार्य करता हे वही दूसरी ओर यदि हम का अवकलन ज्ञात करना चाहे तो इसका अवकलन होगा क्योंकि अचर का अवकलन 0 होता है तथा प्रथम पद का अवकलन है तो यह हमेशा इसी दिशा में जाता है की हम किस तरह फलन का समाकलन ज्ञात करे यहाँ तो आपके पास समाकल में कोए भी फलन हो तो इन फलनों इन यहाँ इन्हे समाकल्य कहते हैं तो हमारा समाकल्य सदैव किसी फलन का अवकलन अवश्य होता है और इन फलनो को इसी कारण से प्रति अवकलज भी कहते हैं तो एक तरह से हमें वह फलन ज्ञात करना होता है जिसका अवकलन होता है और वही हमारे समाकलन का हल होता है जैसा कि हमने 12वीं तक पढ़ा है और अब हम मूलतः रीमान समाकलन को पढ़गे तो यह समाकल बहुत आसान थे जंहा आपको फलन f के अवकलन को समाकलन मे ज्ञात करना होता था रीमान समाकल मे हम समाकलन को एक अलग तरह से परिभाषित करेंगे इसकी शुरुआत हम अंतराल विभाजन को समझने से करते हैं अंतराल विभाजन की अवधारणा को समझने के लिए हम एक संवृत तथा परिबद्ध अंतराल ab को लेते हैं जहां a तथा b परिमित हैं तो ab का विभाजन एक परिमित क्रमिक समुच्चय P है जो इस प्रकार परिभाषित हैं मानते हैं कि इसमें से तक a से b मे बिंदु हैं जहां a के बराबर है तथा से छोटा हे से छोटा है और इसी तरह से आगे भी तो यह मूलतः परिमित है और साथ ही यह क्रमित भी है तो आपके पास से छोटा हे जो की से छोटा है और इसी तरह से आगे भी हैं तो इस प्रकार का परिमित क्रमित समुच्चय P मूलतः इस संवर्त अंतराल ab का विभाजन कहलाता हैं उदाहरण के लिए हम a से b का अंतराल विभाजन 𝑃012 से 5 तक लेते हैं यह पहला उदाहरण है इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं यह a से b का अंतराल विभाजन है जहां a 0 है व b1 है इसी तरह आप a से b का कोई भी अंतराल विभाजन ले सकते हैं और a b के सभी अंतराल विभाजनों का समूह pab द्वारा दर्शाया जाता है अतः यह मूलभूत तौर पर संवृत अंतराल ab के सभी अंतराल विभाजनों का समूह है अब यदि हम यह माने की P संवृत अंतराल ab का इस प्रकार का एक अंतराल विभाजन है जहां P में मूलतः से इस प्रकार हैं की 𝑎 जो छोटा है से छोटा है से इसी प्रकार तक तब यह P अंतराल 𝑎b को गैर अतिव्यापी अंतरालों से से इसी प्रकार से में विभाजित करता है जहां 𝑎 व 𝑏 है अतः यदि हम दिये हुए अंतराल 𝑎b का अंतराल विभाजन 𝑃 लेते हैं जो समुच्चय सेद्वारा परिभाषित है तो P संवृत अंतराल को गैर अतिव्यापी अंतरालों में विभाजित करेगा अतः यदि आप इन सभी उप अंतरलों का संघ लें तो आपको अपना संवृत अंतराल 𝑎 𝑏 प्राप्त होगा यहां गैर अतिव्यापी का अर्थ है की उपअंतराल से से आपस में काटते नहीं अर्थात इनमें सिरे के बिंदुओं के अलावा कोई कॉमन बिंदु नहीं होते इसका अर्थ है की जहां अंतराल से खत्म होता है वहीं से अंतराल से शुरू होता है किंतु इनमें x1 के अलावा कोई कॉमन बिंदु नहीं होता अर्थात यह गैर अतिव्यापी है दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यदि आपका अंतराल 𝑎 से 𝑏 है तब विभाजन a से से शुरू होगा फिर से और इसी प्रकार चलते हुए से तक होगा जोकि मूलतः बिंदु 𝑏 है तो इस प्रकार से यह अंतराल परिभाषित होते हैं हम एक उदाहरण ले सकते हैं माना कि एक अंतराल विभाजन 0 1 को गैर अतिव्यापी उप अंतरालों से फिर से और आखिर में से 1 में विभाजित करता है अतः यह अंतराल विभाजन जिसमें बिंदु और 1 हैं अंतराल 01 को गैर अतिव्यापी उप अंतरालों में विभाजित करता है यह अंतराल 01 के एक अंतराल विभाजन का उदाहरण है अब जब हम अंतराल विभाजन को ठीक से समझ चुके हैं हम रीमान समाकलनीयता पर चर्चा करेंगे क्योकि रीमान समाकलनीयता मे विभाजन तथा उप अंतरालों की यह अवधारणाएं भी शामिल होती हैं किंतु रीमान समाकलनीयता से पूर्व हम उपरि योग व निम्न योग पर चर्चा करेंगे जिन्हें रीमान उपरि योग व रीमान निम्न योग भी कहते हैं तो हम बात कर रहे हैं उपरि योग व निम्न योग की इसके लिए हम फिर से संवृतअंतराल 𝑎b लेते हैं जब हम संवृतअंतराल कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि दोनों सिरे के बिंदु अंतराल में उपस्थित है और विवृत अंतराल में सिरे के बिंदु अंतराल में उपस्थित नहीं है हम विवृत अंतराल को ab से लिखते हैं जब तक की अलग से बताया ना जाए हम सदैव संवृतअंतराल ही लेंगे माना कि f संवृतअंतराल 𝑎b से R पर एक परिबद्ध फलन है परिबद्ध फलन का अर्थ है कि यह ऊपर से व नीचे से परिबद्ध है अन्यथा हम f ऊपर से परिबद्ध फलन है कहेंगे जिसका अर्थ होगा इसका नीचे से परिबद्ध होना आवश्यक नहीं इसी प्रकार से इसका विपरीत भी सत्य है अब उदाहरण के तौर पर जब हम कहते हैं की एक परिबद्ध फलनअंतराल 12 में मानते हैं की के बराबर है परिबद्ध फलन है तो इस स्थिति में ऊपरी परिबद्ध 4 व निम्न परिबद्ध 1 होगा तो यह हमारा अर्थ होता हैं परिबद्ध फलन का और हम मानते हैं की P संवृत अंतराल 𝑎b का अंतराल विभाजन है माना 𝑃 संवृत अंतराल 𝑎b का अंतराल विभाजन है जहां और तक बिन्दु इसमे हैं तथा पुनः यह का पालन करते हैं क्योंकि f 𝑎b पर परिबद्ध है तो यह से पर भी परिबद्ध होना चाहिए जहां 𝑟 का मान 123 से 𝑛 तक हो सकता है इसके पीछे कारण यह है कि यदि कोई फलन पूरे अंतराल पर परिबद्ध है तो वह निश्चित ही उसके हर उप अंतराल पर भी परिबद्ध होगा इसीलिए यहां 𝑟 के किसी मान के लिए इनमें से कोई एक उप अंतराल हो सकता है और यदि फलन 𝑓 पूरे अंतराल पर परिबद्ध है तो वह एक छोटे उप अंतराल पर परिबद्ध होगा ही

उदाहरण के तौर पर यदि हम 𝑓 𝑥 बराबर लेते हैं और हमारा संवृतअंतराल 𝑎b 0 1 के बराबर है जहां 𝑎 का मान 0 और 𝑏 का मान 1 है तब हम अंतराल विभाजन 𝑃 इस प्रकार से लेते हैं की सर्वप्रथम 0 फिर फिर फिर और फिर 1 तो यह विभाजन 𝑃 अंतराल 0 1 को गैर अतिव्यापी उप अंतरालों 0 फिर से फिर से और अंततः से 1 में विभाजित करता है और आप यह देख सकते हैं की यदि हम इनमें से कोई भी उप अंतराल लेते हैंतो आप यह देख सकते हैं कि यह फलन 𝑓 परिबद्ध है क्योंकि यह फलन 𝑓 पूरे अंतराल 𝑎b पर परिबद्ध है इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यदि फलन 𝑓 पूरे अंतराल 𝑎b पर परिबद्ध हैतो ऐसी स्थिति में फलन 𝑓 के लिए इस अंतराल 𝑎𝑏 के लिए एक ऊपरी परिबद्ध व एक निम्न परिबद्ध अवश्य होगा यदि आप कोई उप अंतराल लेते हैं तो हमें प्रत्येक उप अंतराल पर एक ऊपरी परिबद्ध व एक निम्न परिबद्ध मिलता है अंतराल 0 पर निम्न परिबद्ध 0 व ऊपरी परिबद्ध है वही अंतराल में निम्न परिबद्ध व ऊपरी परिबद्ध है तो इसी प्रकार से प्रत्येक उप अंतराल पर आपको एक ऊपरी परिबद्ध व एक निम्न परिबद्ध मिलेगा अब हम पूरे अंतराल 𝑎b व इन छोटे उप अंतराल के लिए ऊपरी परिबद्ध व निम्न परिबद्ध परिभाषित करेंगे माना कि 𝑀 फलन 𝑓 𝑥 का अंतराल 𝑎𝑏 पर उच्चक व 𝑚 निम्नक है अतः यह उच्चक व निम्नक ही फलन के अंतराल 𝑎𝑏 पर ऊपरी परिबद्ध व निम्न परिबद्ध हैं इसी प्रकार इन उपअंतरालों से के लिए हम को फलन 𝑓𝑥 का उच्चक व को फलन का निम्नक लेते हैं जहां r का मान 123 से 𝑛 तक हो सकता है तो जैसा कि हमने उदाहरण में देखा हर उप अंतराल में एक निम्न परिबद्ध और एक ऊपरी परिबद्ध उपस्थित होता है इसी प्रकार अंतराल 01 में भी एक निम्न परिबद्ध और एक ऊपरी परिबद्ध होता है संपूर्ण अंतराल के निम्न परिबद्ध व ऊपरी परिबद्ध और प्रत्येक उप अंतराल के निम्न परिबद्ध व ऊपरी परिबद्ध में एक संबंध है संपूर्ण अंतराल का निम्न परिबद्ध 0 छोटे उप अंतराल 0 पर निम्न परिबद्ध 0 है हालांकि उप अंतराल पर यह है इसी प्रकार इस अंतराल पर ऊपरी परिबद्ध 1 है छोटे उप अंतराल 0 पर ऊपरी परिबद्ध है उप अंतराल पर यह है इसका अर्थ यह है कि इस संपूर्ण अंतराल 01 पर निम्न परिबद्ध प्रत्येक छोटे उप अंतराल के निम्न परिबद्ध से छोटा अथवा बराबर होगा अतः इस पूरे अंतराल 01 के लिए निम्न परिबद्ध या तो इन उप अंतरालों के निम्न परिबद्ध के बराबर होगा जैसा कि पहले उप अंतराल में है क्योंकि पूरे अंतराल के लिए निम्न परिबद्ध 0 है और छोटे उप अंतराल 0 के लिए भी यह 0 है अतः यह दोनों बराबर हैं किंतु जैसे जैसे हम आगे के उप अंतरालों की ओर चलते हैं हम देखते हैं कि इस पूरे अंतराल 01 के लिए निम्न परिबद्ध उप अंतरालों के निम्न परिबद्ध से छोटा अथवा बराबर होता है क्योंकि अन्य उप अंतरालों पर यह या है जिसका अर्थ यह है कि निम्न परिबद्धों में छोटा अथवा बराबर का संबंध होता है और इस संबंध को इस प्रकार से लिखा जा सकता है अतः हम इस संबंध को इस प्रकार लिख सकते हैं कि 𝑚 का मान से छोटा अथवा बराबर है अतः फलन 𝑓 का पूरे अंतराल पर निम्न परिबद्ध 𝑓 के सभी उपअंतरालों पर निम्न परिबद्धों से छोटा होगा और बेशक इन सभी उप अंतरालों पर निम्न परिबद्ध सभी उप अंतरालों के ऊपरी परिबद्धों से छोटे होंगे यहां से ज्ञात होता है कि सभी उप अंतरालों के ऊपरी परिबद्ध निश्चितरूप से पूरे अंतराल के ऊपरी परिबद्ध से छोटे होंगे जबकि हम फलन 𝑓𝑥 का अंतराल 01 पर अधिकतम मान ले रहे हैं और क्योंकि इस उदाहरण में अंतराल 01 को 4 उप अंतराल में विभाजित किया गया था हम फलन का अधिकतम मान ले रहे हैं जो कि फलन इन उप अंतराल में से किसी भी एक अंतराल पर प्राप्त कर सकता है और हम इस मान को ही फलन 𝑓 का उच्चक अथवा ऊपरी परिबद्ध लेते हैं हालांकि हमें समस्त उप अंतरालों में ऊपरी परिबद्ध मिलते है किंतु वह अधिकतम मान फलन के पूरे अंतराल 01 पर ऊपरी परिबद्ध से छोटा अथवा बराबर होता है इस कारण से इन सभी उप अंतरालों पर ऊपरी परिबद्ध फलन 𝑓 के पूरे अंतराल पर ऊपरी परिबद्ध से छोटा अथवा बराबर होगा यदि समस्त ऊपरी परिबद्ध को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जहां r का मान 123 से 𝑛 तक होता है तो हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त होता है और यह संबंध बताता है कि फलन 𝑓 का संवृत अंतराल 𝑎b पर निम्न परिबद्ध फलन 𝑓 के उप अंतरालों पर निम्न परिबद्धों से छोटा होता है यह उप अंतरालों पर निम्न परिबद्ध सभी उप अंतरालों पर ऊपरी परिबद्धों से छोटे होते हैं जोकि पुनः फलन 𝑓 के पूरे अंतराल 𝑎b पर ऊपरी परिबद्ध से छोटा होता है जहां 𝑟 का मान 123 से 𝑛 तक होता है हम यह व्याख्यान यहीं समाप्त करते हैं और अगला व्याख्यान हम ऊपरी तथा निम्न योग को समझने से शुरू करेंगे और इसके बाद रीमान समाकलनीयता पर आएंगे